ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन अक्सर अंतर्निहित कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से प्रभावित होता है इसलिए वास्तुकला में कुछ विशेषताएं हो सकती हैं जिन्हें हम सिस्टम से उचित लाभ के लिए उनका दोहन करना चाहते हैं इसलिए यदि ऑपरेटिंग सिस्टम उन सुविधाओं का फायदा नहीं उठाता है तो निश्चित रूप से एक अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में हमें उस वास्तुकला से सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं इसलिए यदि आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में देखते हैं तो उन्हें मोटे तौर पर कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है पहला वर्ग एकल सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर है इसलिए यह सबसे सामान्य संस्करण है जो हमारे पास है तो एक एकल प्रोसेसर या एकल सीपीयू है और फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिला है जो उस विशेष सीपीयू सुविधाओं का उपयोग करता है कि क्या यह मेमोरी मैनेजमेंट का समर्थन करता है या नहीं तो उन्नत प्रोसेसर आर्किटेक्चर वे विभिन्न विशेषताओं का समर्थन करेंगे इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर उन सुविधाओं का दोहन करना पसंद कर सकते हैं और कुछ प्रोसेसर में कई कोर हो सकते हैं इसलिए हम बाद में उस पर आएंगे जब हम प्रक्रियाओं के प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे तो मूल रूप से एक ही सीपीयू के भीतर हमारे पास कई कोर हो सकते हैं जो कुछ काम कर सकते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं उसी समय उन्हें समानांतर रूप से चलाने के लिए बनाया जा सकता है क्योंकि उनके बीच कुछ कम्प्यूटेशनल स्वतंत्रता भी है इसलिए सिस्टम की अगली श्रेणी जो हमारे पास है वे मल्टीप्रोसेसर सिस्टम हैं आपको सिस्टम में कई प्रोसेसर मिले हैं इसलिए उन्हें समानांतर प्रणालियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है कि मैं वहां समानांतर रूप से कई कार्य कर सकूं और उन्हें टाइट कपल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि वे उसी प्रणाली का हिस्सा हैं तो क्या होता है इस प्रणाली में तो हमें इस तरह के कई प्रोसेसर मिले हैं लेकिन वे कुछ सामान्य मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं जिससे वे प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करते हैं इसलिए वे सभी इस आम मेमोरी को प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने के लिए एक्सेस करते हैं इसलिए इस तथ्य के कारण इसे लागू करना थोड़ा आसान है इसलिए जब भी इन प्रोसेसर के बीच कुछ साझा करने पर विचार किया जाता है तो वे अंततः कुछ मेमोरी लोकेशन तक पहुंचते हैं इसलिए यदि एक विशेष चर x को दो अलग अलग प्रोसेसर पर चलने वाले दो कार्यक्रमों के बीच साझा किया जाना है तो शायद पहला प्रोसेसर एक मेमोरी लोकेशन पर x का मान लिखता है और दूसरा प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन से पढ़ता है तो फिर उस तरह से हम एक ही चर मान साझा कर सकते हैं इसलिए इसे टाइट कपल सिस्टम कहा जाता है जैसे कि सभी प्रोसेसर एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं इसलिए हमारे पास जो फायदे हैं वे हैं थ्रूपुट पैमाने की अर्थव्यवस्था और बढ़ी हुई विश्वसनीयता इसलिए थ्रूपुट को बढ़ाएं क्योंकि थ्रूपुट वास्तव में उन जॉब्स की संख्या को मापता है जो हम प्रति यूनिट समय पर कर सकते हैं इसलिए चूंकि हमें प्रति यूनिट समय में कई प्रोसेसर मिले हैं इसलिए सिस्टम अधिक संख्या में जॉब्स की गणना कर सकता है पैमाने की अर्थव्यवस्था इसलिए जब आप प्रोसेसर की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो वह दर क्या है जिस पर आपकी कम्प्यूटेशनल गणना बढ़ जाती है या थ्रूपुट बढ़ जाती है तो वह कौन सी दर है जिस पर यह आदर्श रूप से बढ़ता है यदि मुझे प्रोसेसर की संख्या 1 से n तक बढ़ानी चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि एन के कारक के माध्यम से थ्रूपुट भी बढ़ेगा लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि आखिरकार जब कई प्रोसेसर कुछ मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेमोरी एक्सेस में विवाद होगा इस तरह से यह संभव भी नहीं हो सकता है और विश्वसनीयता में निश्चित रूप से सुधार हुआ है क्योंकि अगर एक प्रोसेसर विफल हो जाता है तो कुछ अन्य प्रोसेसर काम कर सकते हैं तो इस तरह से यह ऐसा हो सकता है विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है फिर 2 प्रकार के मल्टी प्रोसेसर हैं एक सममित बहुसंकेतन मल्टीप्रोसेसर है जहां प्रत्येक प्रोसेसर वे प्रदर्शन करते हैं सभी कार्य कर सकते हैं इसलिए अगर मुझे इस प्रणाली के लिए एक अनुसूचक तैयार करना है मुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस प्रोसेसर पर काम करते हैं इस तरह से मेरे पास वहाँ लचीलापन है लेकिन अगर यह असममित बहुसंकेतन है तो प्रत्येक प्रोसेसर भिन्न प्रकार का हो सकता है शायद मेरे सिस्टम में 4 सीपीयू और 4 डीएसपी प्रोसेसर हैं इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग जॉब्स के लिए मैं इसे डीएसपी प्रोसेसर पर रखना चाहता हूं या सामान्य गणना के लिए मैं सीपीयू पर रखना चाहूंगा इस प्रकार इस प्रकार की असममित मल्टीप्रोसेसिंग आ सकती है और यदि अंतर्निहित मंच सममित है तो OS डिज़ाइन कुछ प्रकार का होगा यदि अंतर्निहित डिजाइन कुछ और है तो आर्किटेक्चर कुछ और है तो ओएस डिजाइनर को तदनुसार मॉड्यूल विकास करना होगा तो यह वह चीज है जिसपे मैं वास्तुकला पक्ष पर जोर देना चाहता था आगे देखेंगे इस प्रकार यह सममित मल्टीप्रोसेसिंग है इसलिए यह है जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे 2 सीपीयू सीपीयू 0 और सीपीयू 1 प्रत्येक सीपीयू को खुद का रजिस्टर मिला है इसकी अपनी कैश मेमोरी है लेकिन जब भी यह मुख्य मेमोरी साझा है तो इस तरह से वे जब भी कुछ चर मूल्य की आवश्यकता होती है तो उन्हें इस मुख्य मेमोरी का उपयोग करना होगा हालांकि उन्हें अपनी कैश मेमोरी मिल गई हैं ताकि बार बार पहुंचने के लिए उन्हें मुख्य मेमोरी में जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए वे इसे कैश से ही प्राप्त कर सकते हैं बेशक इस प्रकार के कैश के साथ समस्याएं हैं क्योंकि कैश में एक चर मूल्यों के रूप में वे समान होना चाहिए इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम में एक वैरिएबल x है इस को x की एक स्थानीय प्रति मिली है तो उस स्थिति में यह मुश्किल है क्योंकि जब सीपीयू संशोधित कर रहा है तो यह संशोधित होगा यह स्थानीय प्रतिलिपि है इसलिए यह इसे स्थानीय प्रति भी संशोधित करेगा यह ग्लोबल कैश में परिलक्षित नहीं होगा तो एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे कैश कोहेरेंस समस्या के रूप में जाना जाता है तो यह वास्तव में इस मुद्दे को संबोधित करता है कि सभी स्थानों पर x का मान समान है इसलिए यदि आप आर्किटेक्चर पर कुछ वर्गों को देखते हैं तो आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हम इसमें नहीं जाते हैं लेकिन एक ओएस डिजाइनर के रूप में हमें इस कैश कोहेरेंस को हल करने की आवश्यकता है फिर अन्य संभावना मल्टी कोर सिस्टम है इसलिए सीपीयू डिजाइन जो हमारे पास है तो उन्हें एक चिप पर कई कंप्यूटिंग कोर मिले हैं तो उन्हें इस प्रकार मल्टीप्रोसेसर कहा जाता है इसलिए उन्हें मल्टी कोर सिस्टम कहा जाता है अब इस मानक सीपीयू चिप्स पर 4 से 8 कोर कहना बहुत आम है जो सामने आ रहे हैं तो मल्टी कोर सिस्टम इस कारण से सिंगल कोर के साथ कई चिप्स की तुलना में अधिक कुशल हो सकते हैं तो क्या होता है कि मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में जिसे हमने पहले देखा है हमें अलग अलग चिप्स मिले हैं तो यह सीपीयू 0 है यह एक सीपीयू 1 है इसलिए जैसे हमें कई सीपीयू चिप्स मिले हैं तो वे अलग अलग चिप्स हैं और मेमोरी भी दूसरी चिप होती है अब जब भी यह CPU इस मेमोरी से बात करना चाहता है तो उसे एक ऑफ चिप कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ता है इस तरह ये सभी कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं वे ऑफ चिप हो जाते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि आप ऑन चिप और ऑफ चिप संचार के बीच तुलना करते हैं तो चिप संचार बंद चिप संचार की तुलना में बहुत तेज है इसलिए यदि आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं तो यदि आप उस सिस्टम बॉक्स को खोलते हैं तो आपको कई मुद्रित सर्किट बोर्ड या पीसीबी मिलेंगे जिन पर ये चिप लगे हैं तो अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो उनके बीच ऑफ चिप जोड़ी लाइन कनेक्शन हैं इसलिए अगर मैं गति को और बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे यह करने की आवश्यकता है कि मुझे इस पूरी चीज को एक एकल सिलिकॉन वेफर पर बनाना चाहिए तो इस तरह से सभी बंद चिप संचार जो हमारे पास हैं वे ऑन चिप संचार बन जाएंगे इसलिए ऐसा इसलिए है कि अगर मेरे पास एक ही चिप पर कई ऐसे प्रोसेसर हो सकते हैं जिससे कि विशेष सिस्टम ऐसा हो तो उन्हें मल्टी कोर सिस्टम कहा जाएगा तो इसके लिए कई नाम हैं जैसे सिस्टम ऑन चिप SoC मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑन चिप या MPSoC तो जैसे कि विभिन्न नाम हैं लेकिन आखिरकार उनका मतलब यह है कि एक ही सिलिकॉन पर हमें कई ऐसे कम्प्यूटेशनल प्लेटफॉर्म मिले हैं और मेमोरी भी इसका एक हिस्सा हो सकती है इसलिए कई कोर वाली एक चिप यह कई सिंगल कोर चिप्स की तुलना में काफी कम बिजली का उपयोग करती है इस कारण से यह अतिरिक्त बिजली जो इन बसों द्वारा खपत होती है जो हमारे पास बाहरी रूप से होती है इसलिए यह उच्च बिजली लेगी तो यह लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल उपकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सिस्टम के समग्र पदचिह्न छोटे हो जाएंगे तो मेरे मोबाइल फोन का आकार कम हो सकता है लेकिन साथ ही साथ यह कम्प्यूटेशनल शक्ति उस तरह से कम नहीं होती है इसलिए इसके बजाय यह इतना बढ़ जाता है अगर मुझे कई कोर मिले हैं तो कई ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं तो मल्टी कोर सिस्टम मल्टीप्रोसेसर सिस्टम हैं लेकिन सभी मल्टीप्रोसेसर सिस्टम मल्टी कोर नहीं हैं क्योंकि मल्टी कोर का मतलब एक चिप के भीतर सभी प्रोसेसर रखे जाते हैं लेकिन मल्टी प्रोसेसर के मामले में यह मामला हो सकता है कि हमें अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग चिप्स मिले हैं तो एक दोहरी कोर प्रणाली एक उदाहरण है जो यहां दिया गया है तो हमें कोर 0 और कोर 1 मिला है इसलिए हमें मिला है L 1 कैश तो कैश के 2 स्तर हैं जो हमारे पास हैं तो यह L1 कैश और L 2 कैश इसलिए इन दोनों कोर को एक ही चिप पर रखा गया है इसलिए कोर 0 और कोर 1 तो प्रत्येक कोर को यह L 1 कैश है और L 2 कैश है तो वह भी चिप पर है लेकिन यह प्रोसेसर चिप पर है तो पूरे प्रोसेसर के लिए हमें एक एल 2 कैश मिला है लेकिन प्रत्येक कोर के लिए इसे एल 1 कैश मिला है तो मुख्य मेमोरी से कुछ सामग्री को एल 2 पर लोड किया जा सकता है एल 2 कैश से कैश जो कि कोर 0 के लिए प्रासंगिक है को एल 1 कैश में कॉपी किया जा सकता है और कोर 1 के लिए प्रासंगिक कुछ को कोर 1 के एल 1 कैश में कॉपी किया जा सकता है तो इस तरह से हम एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं इसलिए जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें यह जानना होगा कि अंतर्निहित वास्तुकला क्या है और तदनुसार हमें यह डिज़ाइन करना होगा एक अन्य प्रकार की प्रणाली जो हमारे पास है उन्हें क्लस्टर सिस्टम के रूप में जाना जाता है वे मल्टीप्रोसेसर सिस्टम की तरह हैं लेकिन कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं इसलिए आम तौर पर वे स्टोरेज एरिया नेटवर्क द्वारा स्टोरेज साझा करते हैं और इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में इसका एक हिस्सा गणना है दूसरा भाग स्टोरेज है इसलिए कुछ चर या कुछ डेटा को एक्सेस करना जो द्वितीयक स्टोरेज में संग्रहीत है एक बड़ा मुद्दा है और यदि यह एक बड़ा डेटा साइज है कि हमारे पास बहुत अधिक डेटा है जो हमारे पास है और जिसे सिस्टम में साझा किया जाना है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे कुछ अलग सर्वरों पर संग्रहित करें और यह कि यह स्वयं का नेटवर्क है इसलिए इसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क या SAN कहा जाता है इसलिए अगर हमारे पास ऐसा है तो वे उच्च उपलब्धता सेवा प्रदान करते हैं जो विफलताओं से बच जाती है जैसे यदि एक कंप्यूटर सिस्टम विफल हो जाता है तो स्टोरेज एरिया का नेटवर्क विफल नहीं होगा परिणामस्वरूप हम उस स्टोरेज एरिया पर किसी अन्य सर्वर में रखे गए डेटा की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं नेटवर्क और वहां से डेटा प्राप्त कर सकते हैं इस तरह सिस्टम की उपलब्धता बढ़ जाएगी हमारे पास असममित क्लस्टरिंग हो सकती है जैसे कि एक मशीन हॉट स्टैंडबाय मोड में है तो हॉट स्टैंडबाई मोड का मतलब है यह हमेशा वही कर रहा है जो मास्टर कर रहा है अगर मास्टर विफल हो जाता है तो यह तुरंत लग सकता है यही हॉट स्टैंडबाय की अवधारणा है और हमारे पास सममित क्लस्टरिंग हो सकते हैं जो कि कई नोड्स को चला रहे हैं जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे की निगरानी करते हैं इसलिए वे वास्तव में जांचते हैं कि दूसरे साथी के पास क्या है और फिर उन मूल्यों के बीच तुलना करने की कोशिश करता है और जो एक निर्णय पर आते हैं जैसे कि कौन एक सही है कुछ क्लस्टर हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग के लिए हैं इसलिए उदाहरण के लिए मौसम की भविष्यवाणी और सभी जहां गणना की मात्रा बहुत अधिक है और हमें इसे बहुत तेजी से करने की आवश्यकता है इसलिए हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग के लिए किसी प्रकार की क्लस्टरिंग होती है फिर हम उस स्थिति में आ गए हैं जब एप्लीकेशन को लिखा जाना चाहिए ताकि समानता का शोषण हो तो एक हाई परफॉरमेंस सिस्टम का मालिक है इसलिए यदि मैं एक कार्यक्रम लिखता हूं या मैं एक ऐसी प्रणाली विकसित करता हूं जो केवल अनुक्रमिक संगणना का उपयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से इसे परफॉरमेंस कंप्यूटिंग का लाभ नहीं मिलेगा इसलिए हमें वहां कुछ समानांतर प्रोग्रामिंग करनी होगी और कुछ ने परस्पर विरोधी कार्रवाई से बचने के लिए लॉक मैनेज या डीएलएम वितरित किया है जैसे दो या दो या अधिक प्रोसेसर वे एक ही डेटा आइटम को संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ लॉकिंग सुविधा होनी चाहिए तो यह विशेष रूप से सच है अगर आपको यह बैंकिग और बैंकिंग सिस्टम और सब कुछ मिला है इसलिए जब भी एक खाते को लेनदेन द्वारा संशोधित किया जा रहा है तो किसी अन्य लेनदेन को उस खाते को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए इसलिए सिस्टम में कुछ स्पष्ट लॉक लगाना पड़ता है और उस लॉक का मतलब होगा कि यह दूसरा लेन देन खाते में प्रवेश करने से रोका जाता है जब पहले लेनदेन करते हैं तो यह बात हो सकती है तो यह क्लस्टर्ड सिस्टम है कि हमें कई कंप्यूटर मिले हैं जो कुछ फैशन में परस्पर जुड़े हुए हैं और एक स्टोरेज नेटवर्क है इसलिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क में फिर से सर्वर का एक सेट होता है और ये कंप्यूटर वे स्टोरेज एरिया नेटवर्क को कुछ डेटा आइटम के लिए संदेश भेज सकते हैं नेटवर्क यह निर्धारित करेगा कि संबंधित डेटा आइटम को प्राप्त करने के लिए उसे किस सर्वर तक पहुंचने की आवश्यकता है और फिर उसे अनुरोध करने वाले कंप्यूटर पर वापस भेज दें तो यह क्लस्टर्ड प्रणाली है सिस्टम का एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्ग जिसे मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम के रूप में जाना जाता है इसलिए मल्टी प्रोग्राम यह शब्द इस तथ्य से आता है जब हमें सिस्टम के लिए कई उपयोगकर्ता मिले हैं या कई प्रोग्राम ठीक तो यह शब्द कई कार्यक्रम से आया है इसलिए यदि मैं सामान्य रूप से एक उपयोगकर्ता एक कार्यक्रम चला रहा हूं तो इस अर्थ में हमें कई उपयोगकर्ता प्रणाली मिल गई है तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि एक एकल उपयोगकर्ता सीपीयू और आईओ उपकरणों को हर समय व्यस्त नहीं रख सकता है क्योंकि सीपीयू को व्यस्त रखने के लिए मुझे इसे एक कम्प्यूटेशनल काम देना होगा और जब यह कम्प्यूटेशनल काम कर रहा हो तो इसके बीच में डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ डेटा दर्ज करना होगा उदाहरण के लिए यदि आप एक द्विघात समीकरण की जड़ों की गणना कर रहे हैं तो आपको बी और सी के मूल्यों की जरूरत है और सामान्य रूप से यह मनुष्य और इन यांत्रिक उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक सीपीयू और मेमोरी की तुलना में बहुत धीमा है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया में होती है जब सीपीयू प्रतीक्षा करता रहेगा कि यह आईओ कब चल रहा है और जब सीपीयू गणना कर रहा है इसलिए हमारे पास उपयोगकर्ता है जो संभवतः कुछ IO ऑपरेशन करके सिस्टम में कुछ दर्ज नहीं करेगा एक एकल उपयोगकर्ता के लिए समानांतर प्रसंस्करण करना और सीपीयू और आईओ उपकरणों को समान रूप से व्यस्त रखना बहुत मुश्किल है लेकिन हम जो चाहते हैं वह सभी सिस्टम संसाधनों सीपीयू और आईओ उपकरणों का 100 प्रतिशत उपयोग है इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग यह जॉब्स व्यवस्थित करता है जो कोड और डेटा है इसलिए CPU हमेशा निष्पादित करना चाहता है इसलिए यदि कई उपयोगकर्ता हैं तो उन्होंने कई प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं तो जब एक उपयोगकर्ता डेटा नहीं दे रहा है या आईओ ऑपरेशन कर रहा है तो निष्पादन के लिए सीपीयू द्वारा एक और उपयोगकर्ता प्रोग्राम लिया जा सकता है इसी तरह यदि एक उपयोगकर्ता IO डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहा है तो उस समय कुछ अन्य उपयोगकर्ता IO ऑपरेशन किए जा सकते हैं तो सिस्टम में कुल जॉब्स का एक सबसेट स्मृति में रखा गया है और सिस्टम के 2 प्रकार हैं एक को बैच सिस्टम कहा जाता है दूसरे को इंटरेक्टिव सिस्टम कहा जाता है एक बैच सिस्टम में एक जॉब का चयन किया जाता है और जॉब शेड्यूलिंग के माध्यम से चलाया जाता है तो एक बैच सिस्टम में क्या होता है कि हम जॉब के एक समूह को निष्पादन के लिए कंप्यूटर के लिए जॉब का एक सेट प्रस्तुत करते हैं और अनुसूचक ने उन्हें समयबद्धन कतार में रखा और एक के बाद एक जॉब को सिस्टम को दिया जाएगा और कब इंतजार करना होगा इसलिए OS दूसरी जॉब पर जाएगा इसलिए जॉब्स का एक बैच दिया जाता है और एक एक करके उनके पास प्रक्रिया होती है इसलिए यह कहना है कि कई छात्रों ने अपनी जॉब्स प्रस्तुत की है जिन्हें उन्होंने प्रोग्राम विकसित किया है और उन्होंने निष्पादन के लिए अपनी जॉब दी है इसलिए कंप्यूटर एक एक करके जॉब्स को लेता है और निष्पादन के लिए जाता है और जब एक जॉब IO के संचालन के लिए जा रही होती है तो दूसरा काम करता है तो यह ऐसा है कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं है इसलिए वास्तव में यह कहें कि जब अन्य प्रकार के उदाहरणों के विपरीत जो हमने द्विघात समीकरण को हल करने वाले की तरह लिया था तो b c का मान इनपुट होना चाहिए इसलिए बैच जॉब्स में उपयोगकर्ता के साथ कोई बातचीत नहीं होती है इसलिए उपयोगकर्ता प्रोग्राम कोड और डेटा को एक साथ देगा और यह पूरी चीज कंप्यूटर को निष्पादन के लिए दी जाएगी इसलिए यह प्रोग्राम को निष्पादित करते समय डेटा नहीं मांगता है तो यह उस इनपुट से लेता है जो शुरुआत में दिया गया है इसलिए अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो हमें इंटरैक्टिव सिस्टम मिल गया है इसलिए यह बैच सिस्टम का एक तार्किक विस्तार है क्योंकि सीपीयू जॉब्स को इतनी बार स्विच करता है कि उपयोगकर्ता प्रत्येक जॉब के साथ बातचीत कर सकता है जबकि यह एक इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग वातावरण बना रहा है इसलिए एक उपयोगकर्ता ने एक जॉब जमा की है और फिर उस प्रोग्राम के लिए आवश्यक इनपुट्स के मान को दे रहा है उस समय कुछ अन्य समस्या निष्पादित हो रही है और जब दूसरे प्रोग्राम को फिर से मान की आवश्यकता होती है तो उपयोगकर्ता को मान दर्ज करने के लिए संकेत दिया जाता है अब चूंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बहुत तेज है तो उपयोगकर्ता यह नहीं समझ पाएंगे कि मेरे प्रोग्राम को कुछ समय के लिए निष्पादित नहीं किया गया था इस प्रकार यह प्रकृति में इंटरेक्टिव रहता है तो सिस्टम एक इंटरेक्टिव सिस्टम है इसलिए हमें बैच सिस्टम मिला है हमें इंटरेक्टिव सिस्टम मिला है इंटरेक्टिव प्रणाली के मामले में प्रतिक्रिया समय 1 सेकंड से कम होना चाहिए जो कि प्राकृतिक मानवीय धारणा है इसलिए अगर मुझे 1 सेकंड के लिए कंप्यूटर से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो मैं कहूंगा कि सिस्टम बहुत धीमा है तो प्रतिक्रिया का समय वह समय है जिसके द्वारा कंप्यूटर उत्तर देता है जब तक कि यह कम होना चाहिए और जब तक कि यह पाठ्यक्रम की कुछ गणना नहीं कर रहा है इसलिए यह कर रहा है तो उस समय उपयोगकर्ता उस देरी को स्वीकार करने के लिए तैयार है लेकिन जब प्रोग्राम अभी शुरू हो गया है अगर बहुत शुरुआत में एक स्वागत योग्य संदेश है और उपयोगकर्ता ने इस तरह से प्रोग्राम लिखा है कि यह पहली बार आता है शुरुआत में कुछ संदेश और यदि प्रोग्राम शुरू होने के तुरंत बाद वह संदेश नहीं आता है तो हम कहेंगे कि सिस्टम धीमा है तो उस प्रतिक्रिया का समय 1 सेकंड से कम होना चाहिए और प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास मेमोरी में कम से कम 1 प्रोग्राम निष्पादित होता है ऐसा प्रोग्राम है जिसे हम एक प्रक्रिया कहेंगे इसलिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए मेमोरी में कम से कम 1 प्रोग्राम होना चाहिए इसलिए बाद में देखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में अधिक विस्तृत विवरण में देखते हैं क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया की अवधारणा है यदि कई प्रक्रियाएँ उसी समय चलाने के लिए तैयार हैं तो हमें CPU समय निर्धारण करने की आवश्यकता है तो यहां सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है कि सीपीयू को व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के लिए कैसे दिया जाता है इसलिए कई तैयार प्रक्रियाएं हैं लेकिन जब से मुझे एकल प्रोसेसर सिस्टम मिला है तो सीपीयू एक बार में केवल एक ही काम कर सकता है कि यह किस काम में लगेगा यह शेड्यूलिंग नीति द्वारा तय किया गया है इसी तरह अगर हमें कई प्रोसेसर भी मिल गए हैं तो प्रोसेसर द्वारा कौन सी जॉब की जाती है इसलिए निश्चित रूप से हमारे पास जितने प्रोसेसर हैं सिस्टम में मौजूद जॉब्स की संख्या से बहुत कम हैं इसलिए उनमें से सभी को एक साथ निष्पादित नहीं किया जा सकता है सभी को एक साथ अनुसूचित नहीं किया जा सकता है उनमें से केवल एक सबसेट का एक हिस्सा किया जा सकता है इसलिए जॉब्स के सबसेट को किसी भी समय निष्पादित किया जाना चाहिए इसलिए यह समय निर्धारण नीति द्वारा तय किया जाता है यदि प्रक्रियाएं मेमोरी में फिट नहीं होती हैं तो यह दूसरी चिंता है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे 100 अलग अलग उपयोगकर्ता मिले हैं इसलिए मेमोरी में 100 प्रक्रियाएं होनी चाहिए लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता प्रोग्राम का आकार कुछ है तो इस तरह 100 प्रोग्राम सिस्टम में फिट नहीं हो सकते हैं तो इस तरह से हमें कुछ करने की जरूरत है ताकि केवल प्रक्रियाओं का एक सबसेट रखा जाए या हर प्रक्रिया के लिए केवल हमें कुछ ही हिस्सा मिले इसका एक छोटा हिस्सा स्मृति में उपलब्ध हो और बाद में जब हमें आगे के भागों की आवश्यकता हो तो जो हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा था उसे उस मेमोरी से निकालना होगा जिसे स्वैपिंग कहा जाता है और जिसे उस हिस्से के रूप में जाना जाता है जिसे अब हमें लेने की जरूरत है तो यह इस प्रक्रिया को स्वैप आउट स्वैप प्रक्रिया कहा जाता है इसलिए बड़े कार्यक्रमों को मेमोरी में समायोजित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास अनंत आकार के होने के लिए मेमोरी नहीं हो सकती है तो सीमा होगी और स्वैप आउट अवधारणा में यह स्वैप हमें प्रोग्राम को तार्किक रूप से आकार में अनंत बनाने में मदद करता है तो हमें वर्चुअल मेमोरी मिली है तो यह एक और अवधारणा है जिसे हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में चर्चा करेंगे जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से मेमोरी इतना विशाल है कि यह अनंत है इसलिए उपयोगकर्ता अक्सर इसे अनंत मानते हैं लेकिन निश्चित रूप से अनंत मेमोरी संभव नहीं है तो आंतरिक रूप से जो किया जाता है वह डिस्क का एक हिस्सा है इसलिए इसे लिया जाता है क्योंकि इसे एक मेमोरी के रूप में भी लिया जाता है और चूंकि यह स्थान बहुत विशाल है तो हम कह सकते हैं कि यह कुल मेमोरी जो हमारे पास है सिस्टम में हमारे पास अनंत है इसलिए यह वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा है जब हम इस वर्चुअल मेमोरी चर्चा में जाएंगे इसलिए कंप्यूटर सिस्टम पर आप देख सकते हैं कि यह कुल मेमोरी है हमारे पास इसका एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आरक्षित है और उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जॉब्स मिली हैं तो इस क्षेत्र में हमें जॉब 1 मिली है तो इसमें जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 है तो इस तरह से इस विशेष मामले में कुछ मेमोरी को कई भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग में हम एक विशेष जॉब डाल रहे हैं इसलिए यह एक बहुत ही सरल प्रकार का दृष्टिकोण है जो हमने यहां दिखाया है इसलिए हम देखेंगे कि बहुत अधिक जटिल दृष्टिकोण हैं और फिर हमें अलग अलग परिस्थितियाँ मिली हैं जिनके द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं अब यदि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के संचालन के तरीकों को देखते हैं तो यह एक तंत्र है जो ओएस को स्वयं और अन्य सिस्टम घटकों की सुरक्षा करने की अनुमति देता है तो वहाँ यह उपयोगकर्ता मोड और कर्नेल मोड के रूप में जाना जाता है तो हार्डवेयर डिजाइनर द्वारा प्रदान किया गया एक मोड बिट है इसलिए यदि आप किसी भी प्रोसेसर डिज़ाइन को देखते हैं तो प्रोसेसर स्थिति रजिस्टर में होगा इसलिए एक मोड बिट होगा इसलिए यदि यह एक बहुत ही सरल प्रकार का कार्यान्वयन है तो हो सकता है कि यदि मोड बिट 0 है तो यह उपयोगकर्ता मोड में प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है यदि मोड बिट 1 है तो यह कर्नेल मोड में निष्पादित प्रोग्राम का उपयोग कर रहा है तो इस उपयोगकर्ता मोड और कर्नेल मोड के बीच अंतर क्या है तो कर्नेल मोड निष्पादन बहुत अधिक संरक्षित है तो मेमोरी का कुछ भाग हो सकता है जिसे केवल कर्नेल मोड में एक्सेस किया जा सकता है उपयोगकर्ता मोड में नहीं निर्देशों का एक निश्चित सेट हो सकता है जिसे केवल कर्नेल मोड में निष्पादित किया जा सकता है और उपयोगकर्ता मोड में नहीं तो एक प्रोसेसर डिजाइनर के रूप में प्रोसेसर डिजाइनर समूह तो वे इन सुविधाओं को प्रदान करते हैं जैसे वे ओएस समूह से इनपुट लेना निर्भर करते हैं जैसे कि अलग अलग विशेष ऑपरेशन क्या हैं जो आपको एक संरक्षित वातावरण में सुरक्षा में करने की आवश्यकता है तो उन सभी कार्यों के आधार पर उन्हें कर्नेल मोड पर रखा जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण डेटा संरचनाएं हो सकती हैं जिन्हें हम संशोधित नहीं करना चाहते हैं उन संशोधन को कर्नेल मोड में डाल देंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से कई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन में हम जो कहते हैं वह यह है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो इस संकलन को कर रहा है तो x बराबर y प्लस z p बराबर x गुणा k तो जैसे कि जब तक मैं ये सरल संगणना कर रहा हूं तो यह कोई समस्या नहीं है तो यह बस इन निर्देशों के लिए जा रहा है जोड़ गुणा ऑपरेशन वे इस तरह से चल रहे हैं लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है कि x का मान प्रिंट करें अब इस बिंदु पर मैं एक सिस्टम संसाधन तक पंहुचने की कोशिश कर रहा हूं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह x प्रिंट करता है इसलिए प्रिंटर मेरे प्रोग्राम के साथ उपलब्ध है या नहीं इसलिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है कुछ अन्य प्रोग्राम प्रिंटर का उपयोग कर रहे हैं इसलिए मुझे इस समय प्रिंटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो किसी भी तरह यह जाँच की जानी चाहिए हम यह सुनिश्चित कैसे करते हैं कि इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है जब भी कोई संसाधन उपलब्ध होता है जब भी सिस्टम संसाधन का उपयोग होता है तो यह कर्नेल मोड में किया जाता है तो इस प्रकार प्रोग्राम उपयोगकर्ता मोड निष्पादन से कर्नेल मोड निष्पादन तक जाता है इसलिए जैसे कि आप औपचारिक रूप से इसे वैचारिक रूप से देख सकते हैं जैसे कि यह संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम इसे दो भागों में विभाजित करता है एक भाग उपयोगकर्ता भाग है और दूसरा भाग कर्नेल भाग है इसलिए जब कोई प्रोग्राम आम तौर पर एक संगणना कर रहा होता है और साथ ही वे उपयोगकर्ता मोड में चल रहे होते हैं तो इसके लिए एक संसाधन प्रणाली संसाधन की आवश्यकता होती है जो आगे चलकर क्रियान्वित होता है तो एक दरवाजा है और इस दरवाजे से यह निष्पादन के कर्नेल मोड में जाता है और मैं इस दरवाजे पर कुछ जाँच शुरू कर सकता हूँ जिससे मुझे कर्नेल मोड के साथ यह अप्रतिबंधित पहुँच प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा इसलिए यदि सब कुछ ठीक है तो प्रक्रिया को कर्नेल मोड में प्रवेश करने की अनुमति है और कर्नेल मोड में जाने के बाद यह संचालन के इस प्रतिबंधित सेट को करता है जैसे जब यह होता है जब प्रोग्राम को कर्नेल मोड पर जाने की अनुमति मिलती है तो इस प्रिंटर को एक्सेस करने की अनुमति दी जाती है और फिर यह यहां प्रिंट ऑपरेशन करेगा और जैसे ही ऑपरेशन किया जाएगा इसे वापस ले लिया जाएगा और यह चला जाएगा निष्पादन के उपयोगकर्ता मोड के लिए इस प्रकार जब वे प्रोग्राम शुरू करते हैं तो वे निष्पादन के उपयोगकर्ता मोड में शुरू करते हैं और जब उन्हें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है तो यह निष्पादन के कर्नेल मोड में जाएगा और एक बार संसाधन उपयोग का प्रोग्राम हो चुका है या प्रक्रिया निष्पादन के उपयोगकर्ता मोड में वापस आ जाती है तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आम तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं जो भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो आपके पास सिस्टम हैं ओएस डिजाइनर इसे एक्सेस के कर्नेल मोड में डाल देंगे इसलिए जब तक कोई प्रोग्राम कर्नेल मोड में नहीं है तब तक यह उन संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता है इस प्रकार यह सुरक्षा की जाती है तो यह मोड बिट हार्डवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है जो सिस्टम कोड को उपयोगकर्ता कोड या कर्नेल कोड में चलाए जाने पर अलग करने की क्षमता प्रदान करता है विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशों के रूप में निर्दिष्ट कुछ निर्देश केवल कर्नेल मोड में निष्पादन योग्य हैं यदि आप किसी भी प्रोसेसर निर्देश सेट को देखते हैं इसलिए निर्देशों का एक विशेषाधिकार प्राप्त सेट होगा इसलिए वे केवल कर्नेल मोड में निष्पादन योग्य हैं उपयोगकर्ता द्वारा कुछ फ़ंक्शन करने के लिए सिस्टम को यूजर मोड से कर्नल मोड में बदला जाता है इसलिए जैसा कि मैं कहता हूं कि जब भी सिस्टम एक्सेस की आवश्यकता होती है तो प्रोग्राम कुछ बनाता है जिसे सिस्टम कॉल कहा जाता है और जब सिस्टम कॉल किया जाता है तो उपयोगकर्ता प्रोग्राम को ऑपरेशन के कर्नेल मोड में ले जाता है सिस्टम कॉल के समाप्त होने के बाद यह प्रोग्राम ऑपरेशन के उपयोगकर्ता मोड में वापस जाएगा तो इस तरह से हमें दो मोड ऑपरेशन मिल गए हैं उपयोगकर्ता मोड और कर्नेल मोड कर्नेल मोड आर्किटेक्चर डिज़ाइनर द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशों का उपयोग करता है और यह उन डेटा संरचनाओं और संसाधनों की सुरक्षा में मदद करता है जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं जो सिस्टम को बचाने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की अखंडता और संसाधन का उपयोग को बनाए रखने में मदद करता है